सभी को नमस्कार पिछली कक्षा में हमने स्थिर 1 खतरे पर चर्चा की हमने देखा कि एक अन्यथा अनुकूलित सर्किट गड़बड़ी उत्पन्न करने के संदर्भ में समस्या उत्पन्न कर सकती है जो कुछ अनुप्रयोगों में परेशानी हो सकती है और उस संदर्भ में हमने पाया कि कुछ प्रकार के सर्किट के लिए ऐसे खतरे की पहचान कैसे करते हैं और वह स्थिर 1 खतरा है और इसे कवर कैसे करते हैं तो आज की कक्षा में हम स्थिर 0 और गतिशील खतरा देखेंगे यह दोनों चीजें हैं जो हम आज उठाएंगे तो स्थिर 0 खतरे में हम फिर से स्थिति जो हम पाएंगे वह समान है उसके समान है जो स्थिर 1 खतरे के लिए थी स्थिर 1 खतरे में यदि हमें याद हो बुलियन व्यंजक कम होकर कुछ इस तरह A प्लस A prime 1 के बराबर था सिर्फ याद करने के लिए बुलियन व्यंजक कम हो कर A प्लस A prime 1 के बराबर था जो हमेशा 1 पर रहना था लेकिन इनवर्टर के माध्यम से A prime उत्पन्न करने में लगे प्रसार विलंब के कारण हमने एक ऋणात्मक जाने वाली पल्स या एक गड़बड़ी होती हुई पाया और हमने पाया उसे कैसे पहचानते हैं और कैसे कवर करते हैं तो स्थिर 0 खतरे में क्या हो रहा है इनपुट के निश्चित संयोजनों के लिए बुलियन व्यंजक कम होकर एक व्यंजक होता है जो कुछ A A prime जैसा है जहां तक सर्किट के तर्क की बात है जिसे 0 उत्पन्न करना चाहिए लेकिन इस समय विलंब NOT गेट आउटपुट उत्पन्न करने में सीमित प्रसार विलंब के सम्मिलित होने के कारण यहां एक गड़बड़ है ठीक है तो यह गड़बड़ एक धनात्मक जाती हुई पल्स होगी ठीक है यह कैसे होता है

तो स्थिर 0 खतरे की पहचान करना स्थिर 1 खतरे की पहचान करने के समान है ठीक है K मैप में आउटपुट 0 के साथ दो तार्किक रूप से आसन्न सेल यदि यह सामान्य सम टर्म के द्वारा कवर नहीं हुए हैं ठीक है स्थिर 1 खतरे में यह आउटपुट 1 के साथ तार्किक रूप से आसन्न सेल थी जो सामान्य प्रोडक्ट टर्म के द्वारा कवर नहीं थी तो इस स्थिति में यह आउटपुट 0 है जो पिछले व्यंजक बनाने में जाता है ये सामान्य सम टर्म के द्वारा कवर नहीं है तो कारनॉफ मैप से हम यह पा सकते हैं और यदि आप बुलियन व्यंजक को देखें जो कुछ इनपुट संयोजनो के लिए अंततः कम हो कर A A prime की तरह एक चर और उसका कॉन्प्लीमेंट एक साथ AND किया हुआ है हमें व्यंजक स्तर तक जाने की आवश्यकता नहीं है बस कारनॉफ मैप समूहीकरण जिससे व्यंजक उत्पन्न हुआ है को देखकर हम स्थिर 0 खतरे की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं Y A B'B C तो हम एक उदाहरण देखते हैं यह एक उदाहरण है जहां आप देखते हैं यह 0 यह अनुकूलित व्यंजक है ठीक है तो यह दो और यह दो यह एक साथ समूह किए गए हैं और A प्लस B prime एक टर्म है और B प्लस C दूसरा टर्म है और यह एक साथ AND किए हुए हैं तो यहां एक संभव गड़बड़ी स्थिर 0 खतरा है क्यों क्योंकि यह 0 और यह 0 यह तार्किक रूप से आसन्न है ठीक है और यह एक सामान्य सम टर्म के द्वारा कवर नहीं है क्या यह स्पष्ट है

Y A CC D'B C' तो उसके लिए हमें क्या परीक्षण करना है हमें देखना आवश्यक है कि क्या तार्किक रूप से आसन्न 0s सामान्य सम टर्म के द्वारा कवर हुए हैं अथवा नहीं यह तार्किक रूप से आसन्न 0s सामान्य सम टर्म के द्वारा कवर हुए हैं लेकिन यहां एक तार्किक रूप से आसन्न 0 है मेरा मतलब 0s एक जोड़ा यह सामान्य सम टर्म के द्वारा कवर नहीं है ठीक है इसलिए यह एक विशिष्ट इनपुट संयोजन के लिए गड़बड़ी की ओर ले जा सकता है क्या यहां केवल एक संभव रास्ता है जिससे गड़बड़ हो सकती है नहीं आप देख सकते हैं कि यहां एक और ऐसी चीज है ठीक है जो तार्किक रूप से आसन्न है और लेकिन यह सामान्य सम टर्म द्वारा कवर नहीं है वह दूसरी संभव चीज है इस विशेष उदाहरण में कोई और रास्ता नहीं है जिससे गड़बड़ हो सकती है एक और रास्ता है जिस से गड़बड़ हो सकती है यदि आप इस 0 और इस 0 को देखें ठीक है यह भी तार्किक रूप से आसन्न है और यह कोई सामान्य टर्म इन्हें कवर करता हुआ सामान्य टर्म नहीं है ठीक है इसलिए इसके लिए भी गड़बड़ हो सकती है ठीक तो इन संभावनाओं में क्या संयोजन है

मूल रूप से यह B प्लस C है जो यहां पर आता है और जब B और C 0 थे यह दोनों 0 है यह आउटपुट 0 है और यह रोकता है यह AND गेट इनपुट है तो यदि यहां एक 0 है यह हमेशा 0 रहेगा और भले ही यहां पर कुछ बदलाव हो रहे हैं A 0 से 1 जा रहा है यह अंतिम आउटपुट पर नहीं जा रहा है ठीक है यह उसी प्रकार है जो हमने स्थिर 1 खतरे की स्थिति में देखा था एक तीसरा AND गेट वहां था जो अंतिम OR गेट को फीड कर रहा था ठीक है POS प्रदर्शन के संदर्भ में बस एक समरूप क्या यह स्पष्ट है अब हम दूसरा उदाहरण 4 चर उदाहरण देखते हैं और यहां तीन गड़बड़ियां है तीन संभव गड़बड़ियां जिन्हें कवर करना था और इसलिए इस स्थिति में हम क्या ढूंढ रहे हैं हम ढूंढते हैं कि इस एक और इस एक को कवर करने के लिए मेरा मतलब यह दोनों 0's और यह दोनों 0's हम एक और बड़ा समूह बना सकते हैं है ना एक बड़ा समूह बना सकते हैं मेरा मतलब 0 का समूह अन्यथा आपके पास यहां एक टर्म हो सकता था दूसरा टर्म एक सामान्य सम टर्म ठीक तब हमें 3 अक्षर के साथ ऐसे दो टर्म की आवश्यकता होती लेकिन हम जानते हैं कि हम 4 का एक बड़ा समूह प्राप्त कर सकते हैं जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी निकटतम 0's जैसे यह दो और यह दो एक सामान्य सम टर्म के अंदर हो और उसके लिए हमारे पास क्या है

Y 2 AND गेट है ठीक तो यदि इनपुट 1 से 0 बदलता है आउटपुट भी 0 हो जाएगा क्योंकि C 1 था C 1 पर रखा गया था तो आउटपुट A 1 की उपस्थिति के कारण 1 था जिसके कारण यह Y 2 भी एक प्रसार विलंब के बाद 0 हो रहा है हम समान लॉजिक फैमिली लगभग समान प्रसार विलंब टर्म मान रहे हैं ठीक है उसके बाद यह उस मान पर ही रहता है Y 3 को क्या होता है Y 3 B का AND है जो 1 है और Y 1 का AND है तो जब यह दोनों 1 है आउटपुट 1 होगा यह दोनों 1 हैं इसलिए यह Y 1 1 है और B पहले से ही 1 है इसलिए यह यहां पर 1 पर जाता है यह इस AND गेट के लिए एक प्रसार विलंब का समय लेगा जिसके लिए Y 3 यहां पर 1 हो जाता है अब Y 4 को क्या होता है तो Y 4 Y 2 और Y 3 का OR है दोनों में से कोई एक उच्च आउटपुट उच्च होगा यह विचार है तो यह Y 4 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यह Y 4 यदि हम देखें हमें Y 2 और Y 3 को देखने की आवश्यकता है ठीक जब दोनों में से कोई एक 1 है आउटपुट 1 होगा तो आप देखते हैं कि Y 2 यहां 1 है यह निम्न है लेकिन Y 2 इस जगह में निम्न हो रहा है एक प्रसार विलंब के बाद यह निम्न हो जाएगा ठीक और Y 3 इस जगह में उच्च जा रहा है तो एक प्रसार विलंब के बाद यह उच्च होगा अंततः Y 4 और Y 1 एक साथ AND किए हुए Y है तो यह Y 4 और Y 1 है ठीक है यह Y 1 है दोनों का उच्च होना आवश्यक है तो Y 4 1 था यह 1 इसे एक प्रसार विलंब के बाद उच्च बना रहा है दोनों का उच्च होना आवश्यक है उसके बाद यह Y 4 निम्न हो गया है तो वह इस जगह निम्न हो रहा है तब Y 4 उच्च होता है तो यह उच्च हो रहा है ठीक है तब आप क्या देखते हैं Y इस तरह है और यदि आप यहां संबंधित तर्क देखते हैं C प्लस C prime और C prime तो मूल रूप से यह CC prime प्लस C prime है इसलिए केवल C prime जब C 1 से 0 पर बदलता है आउटपुट 0 से 1 पर जाना चाहिए लेकिन यह आउटपुट 0 से 1 पर जा रहा है फिर से 0 पर आ रहा है और फिर से 1 पर जा रहा है तो एक ट्रांजिशन के बजाय यह कई ट्रांजिशन कर रहा है इसे ही गतिशील खतरे की तरह देखा जाता है और इसे कैसे कवर करते हैं